सभी को नमस्कार हम इस कोर्स के दूसरे हफ्ते पर आ चुके हैं इस हफ्ते के पहले लेक्चर में हम सबसे पहले पिछले हफ्ते में जो डिस्कस किया है उसके बारे में एक रीकैप लेंगे और फिर हम डिसकस करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स के अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम NOR और NAND गेट के यूनिवर्सलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे उसके उपयोगिता और AND OR इनवर्ट गेट का उपयोगिता भी देखेंगे अगर हम याद करें तो ब्रिफ में हमने पहले हफ्ते पर कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखे थे डिजिटल सिग्नल का मैनिपुलेशन वह डिजिटल टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल है स्विचिंग और लॉजिक ऑपरेशन वह की है डिजिटल टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर लेवल इंप्लीमेंटेशन का स्विचिंग और लॉजिक ऑपरेशन रियलाइज करने के लिए ट्रांसिस्टर बेस्ड सर्किट काफी इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर के माध्यम से हमको इनवर्टिंग ऑपरेशन मिलता है TTL और CMOS बेस्ड लॉजिक गेटस के काफी एप्लीकेशंस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉकस के तौर पर और आप याद कर सकते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज भी है जैसे कि प्रोपेगेशन डिले नॉइस मार्जिन फैन आउट पावर डिसिपेशन और ऐसे काफी सारी चीजें जिससे हमें कंसीडर करना है जब हम डिजिटल सर्किट डिवेलप करते हैं कॉन्प्लेक्स डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के माध्यम से शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम याद करेंगे कि हमने CMOS टेक्नोलॉजी TTL टेक्नोलॉजी के द्वारा इनवर्टर का डिस्कशन किया था हमने TTL को लेकर वाला इनवर्टर सर्किट भी दिया था राइट हैंड साइड पर जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं पर जब हम इन चीजों को बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम CMOS सर्किट या TTL सर्किट को सभी जगह प्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि वह उसे काफी कॉन्प्लेक्स बना देता है याने कि पूरा सर्किट काफी कॉन्प्लेक्स लग सकता है तो इनवर्टर के जगह पर फिर चाहे वह CMOS टेक्नोलॉजी का हो TTL टेक्नोलॉजी का हो या फिर कोई दूसरे टेक्नोलॉजी का हो तो हम केवल एक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर हम जानते हैं कि जो भी लॉजिक फैमिली का इस्तेमाल किया है उसका सर्किट इसके अंदर होगा उसे हम एक सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और वह सिंबल आप यहां पर देख सकते हैं तो यह सिंबल है जो हम NOT गेट के लिए इस्तेमाल करेंगे हम सब इससे पहले ही फैमिलियर होंगे पर इस डिस्कशन को थोड़ा फॉर्मल करने के लिए हम इसे वापस यहां बता रहे हैं तो यह एक तरीका है इनवर्टिंग ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका इनवर्टिंग ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का वह है बुलियन एक्सप्रेशन के माध्यम से तो यह Y इक्वल टू A कंप्लीमेंट है जो इनवर्टिंग ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है और इसे हम A बार या A प्राइम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही इक्विवेलेंट है तो आप देखेंगे कि यह दोनों नोटेशन हम बारी बारी से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है यदि आप ट्रुथ टेबल को देखें जो कि कुछ ऐसा है लो इनपुट का एसोसिएटड आउटपुट हाई रहेगा हाय इनपुट का एसोसिएटेड आउटपुट लो रहेगा इनपुट पर 1 रहा तो आउटपुट पर 0 रहेगा और इनपुट पर 0 रहा तो आउटपुट पर 1 रहेगा तो हम इनवर्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह एक इनवर्टर सर्किट है एक डिजिटल सर्किट जिसमें इनवर्टिंग ऑपरेशन होता है चौथा रिप्रेजेंटेशन वह है टाइमिंग डायग्राम के माध्यम से टाइमिंग डायग्राम को देखने से पहले हम सबसे पहले एक IC को देखेंगे जो लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं हम TTL फैमिली का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि CMOS सर्किट से जुड़े हुए काफी इश्यूज है काफी सारे प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है तो ज्यादातर हम लैब में TTL सर्किट या फिर TTL IC's ही इस्तेमाल करते हैं तो IC 7404 के पास 6 NOT गेट्स है और यह 6 NOT गेट्स कनेक्टेड है इसके इनपुट आउटपुट पिनस इस तरीके से कनेक्टड है तो VCC है ग्राउंड है जो कि आप जानते हो जिसकी जरूरत है पावर सप्लाई के लिए तो यह पावर सप्लाई है इससे एसोसिएटेड और इसके अंदर 6 ऐसे NOT गेट्स है यदि हम पिन 1 के इनपुट पर एक सिग्नल देते हैं जो कि लो या हाय है याने की 0 या 5 वोल्ट तो वह एक रैक्टेंगुलर सिग्नल कुछ इस तरीके का इनपुट पर देंगे तो आउटपुट पर क्या होगा जब भी इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट हाई रहेगा तो यह पिन 1 और पिन 2 और आप देख सकते हैं यह इसी तरीके से चलता जाएगा तो जितने समय तक यह इनपुट सिगनल चेंज होगा तो आप उसका करेस्पॉन्डिंग टाइमिंग डायग्राम आउटपुट पर देख सकते हैं तो अब तक जो सारी चीजें हमने देखे हैं और डिस्कस किए हैं जो सारे रिप्रेजेंटेशन इन सब में हमें यह दिखता है कि आउटपुट इंस्टैन्टेनियस है यदि आप बुलियन एक्सप्रेशन या फिर ट्रुथ टेबल को देखें तो आपने इनपुट देने के बाद इमीडीएटली हमें आउटपुट मिलता है कुछ इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन से पर अगर आपके पास टाइमिंग डायग्राम है और यदि हम उसे एक्सपांड करें टाइम स्केल पर तो उस डायग्राम में प्रोपेगेशन डिले भी इंक्लूडेड है तो उस टाइम स्केल के बेसिस पर यदि वह माइक्रोसेकंड या नैनो सेकंड के ऑर्डर का रहा तो हम उसे विश्वालाइज नहीं कर पाएंगे यदि उसका ऑर्डर माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड रहा तो आप देख सकते हैं नैनो सेकंड के ऑर्डर का प्रोपेगेशन डिले उसमें रहेगा तो उस तरीके से प्रोपेगेशन डिले बेस्ड रिप्रेजेंटेशन यूज़फुल है और इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे अब हम AND गेट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो AND गेट का सर्किट डायग्राम यदि आप देखें तो TTL के स्पेस मे सर्किट है जो कुछ इस तरीके से दिखेगा यदि आप याद करें कि जब हमने AND गेट सर्किट का डिजाइन के बारे में बात किया था तो सर्किट लेवल पर वह एक NAND गेट है और उसके आगे एक NOT गेट रखते हैं तो NAND गेट सर्किट के अंदर ही हम एक इनवर्टिंग ट्रांजिस्टर ब्लॉक रख सकते हैं कुछ साथ में एडिशनल सर्किटरी के साथ जिसके वजह से हमें NAND और NOT साथ में याने की AND ऑपरेशन मिल सकता है तो टैक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के डाटा शीट में दिए गए सर्किट को दिखाया गया है यह एक प्रैक्टिकल सर्किट है जोकि इस्तेमाल करते हैं IC 7408 के लिए IC7408 यह इंटरनल सर्किट यूज करता है AND गेट और उसका इस्तेमाल के बारे में वापस चर्चा करते हुए तो यह पूरी सर्किटरी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे हर रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके बजाय यह ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो 2 इनपुट AND गेट उसका ब्लॉक डायग्राम सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है और 3 इनपुट के लिए ऐसा है तो 2 इनपुट के लिए यह इनपुट और आउटपुट कैसे दिखेगा बुलियन एक्सप्रेशन में वह कुछ ऐसा रहेगा Y इक्वल टू A AND B और यह जो A AND B है उसे हम B AND A ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे कहने का मतलब है पोजीशन चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आता है तो इसे हम कमयुटेटिव कहते हैं यानी कि यह जो ऑपरेशन है यह कमयुटेटिव है उसका मतलब जो ऑपरेंडस है यदि हम उनका आर्डर ऑपरेशन में चेंज करें तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा तो यह AND ऑपरेशन कमयुटेटिव है यह एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है तो IC 7408 यह वही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 AND गेटस का अरेंजमेंट हैVCC ग्राउंड है और 12 इनपुट है और 3 आउटपुट है तो यदि हम एक रैक्टेंगुलर सिग्नल कुछ इस तरीके का भेज तो तो इसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है यह सारे पॉसिबिलिटीज है 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है तो AND लॉजिक के लिए जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट हाई रहेगा तो यही है आप देख सकते हैं हर एक केस के लिए यह 000 और यह 1 है यदि आप टाइमिंग डायग्राम को देखें तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच जो सर्किट है उसको यह 2 इनपुट और उनका करेस्पॉन्डिंग आउटपुट कुछ नहीं बल्कि AND सर्किट है या फिर AND लॉजिकहै तो इसे हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जैसे आप जानते हैं 2 इनपुट रहेंगे और 1 आउटपुट रहेगा जब दोनों इनपुट 1 है तो उसका करेस्पॉन्डिंग आउटपुट ट्रुथ टेबल में 1 रहेगा और बाकी सारे केसस के लिए आउटपुट 0 रहेगा तो यह केस में अब क्या हो रहा है यह 3 इनपुट AND गेट का केस है तो इसके ट्रुथ टेबल में हम यहां एक्सपैक्ट कर सकते हैं की 3 इनपुट है मतलब 2 टू द पावर 3 याने की 8 अलग पॉसिबिलिटीज है इनपुट के अरेंजमेंट का जब सारा इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1 रहेगा और बाकी सारे केसस के लिए आउटपुट 0 रहेगा तो यही है जो आपको यहां दिख रहा है तो ऑपरेशन है Y इक्वल टू ABC यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है यह कि अगर आप पहले B AND C करते हैं तो वह आउटपुट 1 देगा जब दोनों B और C 1 हो तो और इस आउटपुट को हम AND करेंगे A के साथ तो उसका आउटपुट 1 होगा जब A 1 होगा तो B और C कछु आउटपुट आता है उसे एक दूसरे AND गेट को फिड किया जाता है तो BC 1 है तो यहां दो केसेस हैं जब A 0 है तो आउटपुट 0 है और जब A 1 है तो आउटपुट 1 है तो यदि हम BC को ग्रुप करें और फिर उसे साथ में AND करें और उसके बाद उसे A के साथ AND करते हैं तो आउटपुट वही रहता है जो Y इक्वल टू ABC देता है उसी तरीके से यदि हम A और B को साथ में ग्रुप करते हैं और इसे फिर C के साथ AND करते हैं मेरा मतलब है A AND B और फिर इसे AND C करें तो उसका उत्तर भी सेम ही रहता है तो यह ग्रुपिंग या फिर एसोसिएशन इस तरीके से करें या उस तरीके से करें रिजल्ट सेम ही रहेगा तो AND ऑपरेशन एसोसिएटीव है अब हम OR ऑपरेशन देखेंगे OR ऑपरेशन का यदि आप सर्किट देखें तो यह सर्किट IC 7432 है उसके अंदर यदि आप देखें तो उसमें NOR गेट है जो हमने पहले डिस्कस किया था और फिर एक NOT गेट है जो कैस्केड किया है NOR स्ट्रक्चर के अंतर्गत थी एक इनवर्टिंग ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस किया है उस एसोसिएटेड सर्किट से जिससे हमें OR ऑपरेशन मिलता है यह ट्रांजिस्टर का काउंट कम कर देता है तो फिर से यह पूरा सर्किटरी हम हमारे आगे के डिस्कशन के लिए या फिर और कंपलेक्स डिजिटल सर्किट डिवेलप करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे हम केवल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो यह 2 इनपुट OR गेट सिंबल है जहां A और B इनपुट है यहां भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑपरेशन का आर्डर इंटरचेंज करें जैसे हमने AND ऑपरेशन के लिए किया था तो आउटपुट पर कोई चेंज नहीं होगा तो इसलिए OR ऑपरेशन कमयुटेटिव है अगर आप दूसरे रिप्रेजेंटेशंस को देखें जैसे की टाइमिंग डायग्राम और उसके लिए हम IC 7432 का इस्तेमाल करेंगे IC 7432 एक TTL IC है जिसके अंदर4 OR गेट्स है और यह 1 2 इनपुट है और 3 आउटपुट है उसी तरीके से यदि हम 4 पॉसिबल कांबिनेशंस को देखें इनपुट पर जिस तरीके से सिग्नल को इनपुट पिनस पर प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है OR लॉजिक के लिए यह 0 है जो आप पिन की आउटपुट पर देखेंगे यदि आप वेवफ़ार्म को देखें या फिर सिग्नल जो आप आउटपुट पर देखेंगे वह 1 होगा जब कोई भी एक इनपुट 1 हो तो यही है OR लॉजिक यदि हम टाइम स्केल को एकस्पांड करते हैं जिससे हम नैनो सेकंड ऑर्डर को विश्वलाइज कर पाए तो आप इस टाइमिंग डायग्राम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के प्रोपेगेशन डिले को देख पाएंगे इसका ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन भी है जहां कोई भी एक इनपुट 1 रहने से ट्रुथ टेबल में आउटपुट पर 1 होगा और जब दोनों ही 0 हो तो आउटपुट पर 0 रहेगा AND गेट की तरह ही मल्टीपल इनपुट OR गेट भी हो सकते हैं उदाहरण के तौर पर हम 3 इनपुट OR गेट देखेंगे तो यह 3 इनपुट OR गेट है और उसका करेस्पॉन्डिंग लॉजिक डायग्राम है कोई भी एक इनपुट 1 रहने से आउटपुट 1 रहता तो यही है जो हम ट्रुथ टेबल में देखते हैं AND की तरह ही OR भी एसोसिएटीव है जिसका मतलब यदि आप पहले B OR C करते हो और फिर उसका जो आउटपुट है उसे A के साथ OR करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वह A OR B और उसका आउटपुट OR C के उत्तर के समान रहेगा तो यह वैसा ही है जैसा हमने AND गेट के लिए डिस्कस किया था तो यह एसोसिएटीव है अब हम NOR गेट के तरफ आते हैं तो उसका जो करेस्पॉन्डिंग IC 7402 है TTL फैमिली में NOR गेट सर्किट जो हमने पिछले हफ्ते देखा है और उसके लिए हम यह सिंबल इस्तेमाल करने वाले हैं जो आप यहां देख रहे हैं तो यह जो सिंबल है इसमें हम OR गेट फिर एक NOT गेट यह नहीं ले रहे हैं इसके जगह पर हम एक बबल रख रहे हैं तो जभी भी लॉजिक ऑपरेशन में यह बबल मौजूद होगा तो उसे इंवर्जन से एसोसिएट करना है तो उसको साथ में रखने पर वह काफी कॉन्पैक्ट दिखता है यह NOR गेट है और ये NOR गेट ट्रुथ टेबल है तो आप देख सकते हैं कि वह OR गेट के ऑपोजिट है OR के लिए कोई भी एक इनपुट 1 होने से आउटपुट 1 होता है यहां पर कोई भी एक इनपुट 1 होने से आउटपुट 0 होता है जब दोनों ही इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 होता है तो यही है जो हम NOR गेट के लिए देखते हैं तो हम इसका टाइमिंग डायग्राम रिप्रेजेंटेशन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो समरूप तरीके से बना सकते हैं जैसे हमने सारे पॉसिबल कांबिनेशंस के लिए किया था और उसका करेस्पॉन्डिंग आउटपुट ड्रॉ किया था जहां दोनों 0 हो तो आउटपुट 1 रहेगा तो IC 7402 NOR गेट IC है 23 इनपुट है और 1 आउटपुट है जो कि पिछले केस में 12 इनपुट था और 3 आउटपुट था AND एवं OR गेट के लिए तो यह अलग है तो यह चीज है जिसका हमें ध्यान देना है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बूलीयन एक्सप्रेशन देखें तो हम OR लेंगे और उसका कंपलीमेंट या फिर बार लेंगे जो कि NOR ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है तो यह NOR ऑपरेशन का बुलियन एक्सप्रेशन है एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पर है वह कि जो भी NOR ऑपरेशन आपने देखा है जो ट्रुथ टेबल हमें मिला है यदि हम उसी इनपुट का कंप्लीमेंट ले और उन्हें AND करें तो हमें इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मिलता है तो मान लो हम A और B लेते हैं और उनका AND ऑपरेशन करते हैं तो कोई भी एक इनपुट 1 हो तो मान लो A 1 और B 0 तो इसका आउटपुट 0 रहेगा A 1 मतलब उसका कॉन्प्लीमेंट 0 रहेगा और AND गेट के लिए 0 फोर्ससिंग इनपुट बन जाता है तो 0 मतलब आउटपुट 0 रहेगा उसके बजाय यदि B 1 रहा तो उसका कंपलीमेंट 0 रहेगा जो कि फोर्स करेगा Y को 0 बनने के लिए जब दोनों 0 रहता है तो यह 1 रहेगा और यह भी 1 रहेगा तो आउटपुट 1 रहेगा तो यह और कुछ नहीं बल्कि NOR ऑपरेशन है तो हम A प्लस B प्राइम को A प्राइम AND B प्राइम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि यह भी कमयुटेटिव है जैसे हमने पहले देखा था इसमें हम एक और वेरिएबल के लिए एक्सटेंड करें तो मतलब A B के अलावा हमारे पास C D भी रहा तो हम सेम चीज जो 2 वेरिएबल केसस के लिए किया है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर हम डिमॉर्गन थ्योरम De Morgan's Theorem पर पहुंचते हैं जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अब हम NAND ऑपरेशन को देखें तो तो वह फिर से समरूप है जैसे हमने NOR के लिए डिस्कस किया था तो यहां पर दो अलग सिंबल नहीं है AND और NOT का बल्कि दोनों को साथ में रखते हुए हम एक सिंगल लॉजिक गेट बबल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं याने कीAND है और फिर एक इंवर्जन है जो उससे एसोसिएटेड है उसका करेस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल के लिए आउटपुट 1 रहता जब कोई भी एक इनपुट 0 होता है जब दोनों इनपुट 1 रहता है तब आउटपुट 0 रहेगा और जो करेस्पॉन्डिंग IC हम यूज कर रहे हैं वह TTL फैमिली से है और वह 7400 है तो 1 2 इनपुट है और 3 आउटपुट है तो ऐसे 4 गेटस इस IC के अंदर है और उसका करेस्पॉन्डिंग टाइमिंग डायग्राम भी हो सकता है NAND गेट के लिए जैसे हमने NOR गेट के लिए देखा था वैसा ही समरूप चीज यहां पर भी हो रहा है NAND रिप्रेजेंटेशन के लिए यह A B यह बुलियन रिप्रेजेंटेशन कंप्लीमेंट यही है NAND ऑपरेशन वही चीज हमें मिल सकता है जब इनपुट को कॉन्प्लीमेंट करते हैं और फिर OR करते हैं तो A बार प्लस B बार वह कैसे करते है तो यदि हम कोई भी एक इनपुट को 0 मानते हो तो यह सिमिट्रिक है तो आउटपुट 1 रहेगा OR गेट के लिए 1 फोर्ससिंग इनपुट है तो OR गेट इनपुट 1 रहा तो आउटपुट 1 रहेगा तो यही है जो यहां हो रहा है यदि हम इसे एक्सटेंड करें ज्यादा वैरियेबल्स के लिए जसे A B C तो उसका करेस्पॉन्डिंग एक्सपांडड वर्जन कुछ इस तरीके से रहेगा A बार प्लस B बार प्लस C बार तो यह हमें डिमॉर्गन De Morgan's का सेकंड थ्योरम दे रहा है जो कि काफी यूज़फुल है और उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम बाद में NOR और NAND गेट का यूनिवर्सलिटी यह इंटरेस्टिंग है यह यूजफुल है काफी डिफरेंट तरीके के लॉजिक ऑपरेशन या बुलियन एक्सप्रेशन रिलायजेशन के लिए तो फिर हमें NAND या NOR किसी एक को लेना है क्योंकि इनको कोई भी दूसरे लॉजिक ऑपरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके अलग कंबीनेशन से तो यह इसके बारे में एक अच्छी चीज है तो आप को एक ही तरीके का फैब्रिकेशन प्रोसेस मिलेगा जो कि यूज़फुल है नहीं तो AND एवं OR गेट के लिए अलग तरीके के सर्किटरी है जो हमने पहले देखा है तो NAND के लिए एक ही तरीके का सर्किटरी है और उसे हम कैसे अचीव करेंगे तो हम कुछ उदाहरण देंगे बेसिक बुलियन ऑपरेशन के NOR गेट से यदि आपको NOT ऑपरेशन जरूरत हो तो आपको दोनों इनपुट को शॉर्ट करना होगा और जो उसका करेस्पेंडिंग आउटपुट होगा वह इसका इनवर्ट होगा मेरा मतलब है यदि आपको NOR लॉजिक याद हो तो तो A B और Y है तो जब 00 01 10 और 11 होगा NOR लॉजिक के लिए कोई भी एक इनपुट यदि 1 होता है तो आउटपुट 0 रहता है और जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 रहता है तो यदि हम A और B को शॉर्ट कर देते हैं याने की कॉमन एक इनपुट देते हैं तो उस वक्त क्या होता है तो या तो 0 0 वाला केस होता है या फिर 1 1 वाला केस होता है जब 0 0 हो तो आउटपुट 1 है और 1 1 के लिए आउटपुट 0 है उस का ऑपोजिट NOR गेट के लिए जैसे की हम जानते हैं 0 नॉन फोर्ससिंग इनपुट है अगर आपके पास NOR गेट है और B 0 है तो अगर उस वक्त A 0 रहा तो आउटपुट 1 रहे और अगर A 1 रहा तो आउटपुट 0 रहेगा तो यह आपको इंवर्जन देता है तो यह दो तरीके हैं जिससे आपको NOT ऑपरेशन मिलता है 2 इनपुट NOR गेट से OR ऑपरेशन कैसे मिलेगा तो NOR गेट के आगे यदि हम NOT लगाए तो हमें OR ऑपरेशन मिलता है तो यह केवल इसका इंवर्जन ही है तो यह A प्लस B बार और उसके बाद एक और बार तो उसका उत्तर हमें A प्लस B मिलता है AND ऑपरेशन कैसे मिलेगा पहले हमने देखा है की Y इक्वल टू A प्लस B बार का उत्तर A बार B बार है तो इनपुट पर यदि हम कंप्लीमेंटेड A और कंप्लीमेंटेड B भेजते हैं तो हमें A AND B मिलता है तो इस तरीके से हमें AND ऑपरेशन मिलेगा तो ऐसे ही समरूप चीज NAND गेट के केस में भी होता है आपको कोई भी दूसरा ऑपरेशन जैसे AND इंवर्जन मिल सकता है इंवर्जन के लिए इस केस में यह एक ऑप्शन है यह एक ऑप्शन है जो हमने पहले ही नोट किया है दूसरा ऑप्शन है नॉन फोर्ससिंग इनपुट जो कि NAND गेट के लिए 1 है अगर इसे A के तौर पर देते हैं तो उसका जो करेस्पॉन्डिंग आउटपुट है तो अगर यह 0 है तो 0 1 का आउटपुट 1 रहेगा अगर यह 1 है तो 1 1 का आउटपुट 0 रहेगा तो ऐसे अरेंजमेंट के लिए हमें इंवर्जन मिलता है NAND के आगे NOT लगाने से AND ऑपरेशन मिलता है OR ऑपरेशन के लिए हम डिमॉर्गन De Morgan's थ्योरम फॉलो करेंगे Y इक्वल टू A B प्राइम का उत्तर A प्राइम प्लस B प्राइम है तो अगर हम प्राइमड वर्शन या फिर कंप्लीमेंटेड वर्शन भेजते हैं तो हमें OR ऑपरेशन मिलता है जो लास्ट टॉपिक है हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वह है AND OR इनवर्ट गेट का यूजफुलनेस तो जब हम बूलीयन एक्सप्रेशन को रियलाइज करते हैं जो कि हम अपने आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो ऐसे काफी डिफरेंट केसस हो सकता है जहां पर रिलेशनशिप जैसे कि AB प्लस CD प्लस EF इनवर्टड ऐसी चीजें हो सकती है तो बेसिकली इसमें AND ऑपरेशन है यानी कि AND AND AND फिर OR ऑपरेशन और उसके बाद आखिर में इंवर्जन हो रहा है तो इसे हम AND OR इनवर्ट ऐसे कहते हैं तो इसे अगर हमें सेपरेटली रियलाइज करना हो तो हमें कितने ट्रांसिस्टर लगेंगे लॉजिक फैमिली के अंतर्गत काफी गेटस है या अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे यह AND OR इनवर्ट ऑपरेशन को कर सकते हैं कम ट्रांसिस्टर के साथ CMOS के लिए यह काफी आसान है यह एक उदाहरण है 2 1 AND OR इनवर्ट गेट का तो यह दो इनपुट है जिसके वजह से यह 2 है और यह करेस्पॉन्डिंग 1 इनपुट है तो यह दोनों को AND कर रहे हैं B और C को AND कर रहे हैं और इसे OR कर रहे हैं A के साथ और करेस्पॉन्डिंग यह NMOS साइड है और यह करेस्पॉन्डिंग PMOS साइड है जहां B और C पैरलल में है NMOS साइड में यह सीरीज में है और PMOS साइड में यह पैरलल में है और A इस तरफ पैरलल साइड पर होगा OR ऑपरेशन के वजह से इस साइड सीरीज है हम पहले ही जानते हैं कीCMOS सर्किट कैसे मिलता है तो यह काफी कन्वीनियंट तरीका है मिलने का और हमें भी OR AND इनवर्ट गेट इसी तरीके से मिल सकता है CMOS सर्किटरी में TTLफैमिली के पास ऐसे AND OR इनवर्ट गेटस है उदाहरण है 7451 जो ड्यूअल है जिसका मतलब दो ऐसे गेट है और इनके दो इनपुटस है दो ऐसे ब्लॉक है जिससे आपको AND OR इनवर्ट गेटस मिलता है और यह इसकी करेस्पॉन्डिंग सर्किटरी है TTL फैमिली में TTL डाटा शीट से और आप एक्सपांडर भी रख सकते हैं ऐसा अरेंजमेंट हम ऐसे और गेटस को ऐड कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्प्लेक्स सर्किट बना सकते हैं यह ट्रांजिस्टर का काउंट बचाता है तो यह कुछ बेसिक गेटस है जो यूज़फुल है प्रैक्टिकल सर्किट के रीअलाइजेशन के लिए या फिर लैबोरेट्री एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो आप लेंगे सारांश लेते हुए लॉजिक सर्किट ऑपरेशन को हम सिंबल बूलीयन एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल टाइमिंग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने देखा कि AND OR NAND NOR ऑपरेशन कमयुटेटिव है पर AND OR ऑपरेशन एसोसिएटिव है और NAND NOR एसोसिएटिव नहीं है जिसके बारे में और डिस्कशन हम बाद में करेंगे NOR ऑपरेशन इक्विवेलेंट है कंपलीमेंटेड इनपुट के ANDing को डिमॉर्गन थ्योरम De Morgan's Theorem का एक वर्शन हमने देखा NAND ऑपरेशन इक्विवेलेंट है कंपलीमेंटेड इनपुट के ORing को यह दूसरा डिमॉर्गन थ्योरम De Morgan's Theorem है कोई लॉजिक गेट या ऑपरेशन हमें मिल सकता है केवल NAND और NOR गेटस के इस्तेमाल से जो कि इन दोनों गेट के यूनिवर्सलिटी के वजह से पॉसिबल है AND OR इनवर्ट गेट कम ट्रांजिस्टर को लेता है सेपरेटली इंप्लीमेंट करने के कंपैरिजन में जो कि यूज़फुल है काफी केसेस में धन्यवाद